हम शुरू करने जा रहे हैं विद्युतीय मशीनें इस कोर्स में हम मोटर और जनरेटर दोनों के विषय में पढ़ेंगे लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से कुछ पिछला जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं उसको याद करना जरूरी है सबसे पहले में कोर्स प्लान के बारे में बताऊंगी और उसके बाद पिछला पढ़ा हुआ क्या क्या याद करना है यह बताऊंगी सामान्यतः जब आप एक इलेक्ट्रिकल मशीन को देखते हैं तो वह फेरोमैग्नेटिक मैटेरियल की बनी होती हैक्योंकि जब भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऊर्जा रुपांतरण होता है तो यह हमेशा एक चुंबकीय माध्यम से होता है तो मेरे पास एक चुंबकीय माध्यम है और इसके एक तरफ विद्युत ऊर्जा है और इसके दूसरी तरफ यांत्रिक ऊर्जा है तो यह चुंबकीय माध्यम के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है जब भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो यह मोटरिंग प्रक्रिया होती है और यदि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो यह जनरेटर प्रक्रिया होती है तो या तो मोटरिंग प्रक्रिया हो सकती है या फिर जनरेटिंग प्रक्रिया हो सकती है एक ही मशीन जनरेटर और मोटर दोनों का काम कर सकती है इसके लिए मुझे इस तरह से कंट्रोलिंग करना होगा या यांत्रिक ऊर्जा देने पर इस को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा इस तरह यह एक जनरेटर की तरह कार्य करेगा या इसके विलोम भी हो सकता है तो सामान्य मैं कह सकती हूं की बनावट और कार्यप्रणाली की दृष्टि से दोनों लगभग समान होते हैं एक ही मशीन जनरेटर और मोटर दोनों का काम कर सकती है लेकिन हम फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के स्वभाव के बारे में जानना बहुत जरूरी हैजिसे हम सामान्यतः चुंबकीय सर्किट कहते हैं तो जैसा भी व्यवहार होता है उसके अनुरूप चुंबकीय सर्किट अवधारणा की सहायता से हम उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो हम पहले से शुरू करेंगे और इसको देखेंगे तो यदि मैं वास्तव में इस कोर्स को शुरू करती हूं तो पहला और मुख्य कार्य एकल फेस और तीन फेस सर्किट की समीक्षा करना होगा आपने यह पहले जरूर पढ़ा होगा आपने देखा होगा की कॉम्प्लेक्स नोटेशन क्या होता है फेजर डायग्राम क्या होता है और ऊर्जा को कैसे मापा जाता है इत्यादि तो हम कुछ हद तक इन सबको फिर से पढ़ेंगे हमारा दूसरा टॉपिक चुम्बकीय सर्किट होगा जिसमें हम चुम्बकीय सर्किट्स को देखेंगे अपने दूसरे टॉपिक में फैरोमेग्नेटिक पदार्थ के व्यवहार के बारे में बात करेंगे यदि मैं एक तार की कुंडली बनाती हूँ तो यह कैसे काम करती है इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जिसको हम देखेंगे एक ट्रांसफॉर्मर होगा ट्रांसफॉर्मर में हम एकल फेज और तीन फेज ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे बेशक हम शुरू करेंगे की ट्रांसफॉर्मर को कैसे बनाया जाता है उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर के परिचालन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर के फेजरडायग्राम वोल्टेज और धारा एक दूसरे से कैसे विस्थापित होते हैं उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के समकक्ष सर्किट का अध्ययन करेंगे एक बार जब हम समकक्ष सर्किट प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद ट्रांसफार्मर के प्रदर्शन गुण जैसे वोल्टेज विनियमन और दक्षता के बारे में बात कर सकते हैं हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम सही में ओपन सर्किट और शार्ट सर्किट टेस्ट को समझेंगे जिनसे हम समकक्ष सर्किट पैरामीटर प्राप्त करेंगे इन सभी को पढ़ने के बाद हम ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो की मापने के लिये प्रयोग किया जाता है हम पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं एकल फेज ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम तीन फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तीन फेज ट्रांसफार्मर में हम स्टार स्टार डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा जोड़ों और कुछ अन्य जोड़ों के बारे में पढ़ेंगे मैं आपको यह बताना भूल गई थी कि इन विभिन्न विषयों पर मोटे तौर पर कितने घंटे का समय लगेगा एकल फेज और तीन फेज ट्रांसफार्मर पर अधिकतम 1 या 2 घंटे लगेंगे इसके लिए मैं परिचय सहित अधिकतम २ घंटे लुंगी चुम्बकीय सर्किट्स मैं 2 से 25 घंटे लगेंगे इससे अधिक नहीं ट्रांसफार्मर एक विस्तृत विषय है इसलिए तीन फेज ट्रांसफार्मर सहित सब चीजों को सम्मलित करने में लगभग 85 से 10 घंटे लगेंगे अगला विषय जिसको अब मैं लूंगी वास्तव में वह तीसरा विषय होगा चौथा विषय मैं समझती हूं चौथा विषय वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उर्जा रूपांतरण सिद्धांत होगा अब तक हमने केवल स्टैटिक मशीन को देखा है इनमें कोई भी गतिमान हिस्सा नहीं होता है लेकिन जब चुंबकीय माध्यम द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा रूपांतरण या विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण होता है तब हमें ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांतों को देखना होता है तो यह एक परिचय देता है कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा रूपांतर होता है इसमें हमें लगभग 2 से 25 घंटा लगेगा इसके बाद हम डीसी मशीनों को देखेंगे जोकि परिचालन की दृष्टि से सरल मशीनों में से एक है मैं यह नहीं कहूंगी कि बनावट के सिद्धांत सेलेकिन परिचालन की दृष्टि से यह सही है पहले हम इसकी बनावट को देखेंगे उसके बाद डीसी मशीनों के वर्गीकरण कार्य सिद्धांत उसके बाद हम आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है कि जब आर्मेचर अपने क्षेत्र में कुछ चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है इसको आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं इसके बाद हम डीसी मशीन के लक्षणों को देखेंगे तो जब मैं मोटर की बात करती हूं तो गति टोक लक्षणों के बारे में बात करती हूं और यदि जनरेटर की बात करती हूं तो वोल्टेज और धारा के लक्षणों के बारे में बात करती हूं तो पहले हम इसको देखेंगे उसके बाद मोटर के बारे में बात करेंगे जिसमें मुख्यतः डीसी मोटर को शुरू करना उसके बाद संक्षिप्त में ब्रेकिंग को देखेंगे और हम गति नियंत्रण को भी देखेंगे डीसी मोटर की गति को कैसे कंट्रोल करते हैं यह विभिन्न चीजें हैं जिनको हम देखेंगे बेशक मैंने डीसी मशीनों की टेस्टिंग को छोड़ दिया था हमें डीसी मशीन की टेस्टिंग को भी देखना होगा कोर्स टाइम के अनुसार समय की उपलब्धता पर डीसी मशीन के समाप्त होने पर हम इंडक्शन मशीन जो कि एक महत्वपूर्ण ऐसी मशीन है को देखेंगे अगर आप उद्योगों में देखें तो 80 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा वास्तव में कारखानों या उद्योगों में इंडक्शन मशीनों द्वारा प्रयोग होती है तीन फेस इंडक्शन मशीनों द्वारा सबसे पहले हम इंडक्शन मोटर को देखेंगे 3 फेज मोटर में इसकी बनावट को देखेंगे लेकिन इससे पहले हमें परिक्रामी चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत को देखना होगा इस तरह से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करेंगे उसके बाद इसकी बनावट उसकी बनावट के दो प्रकार जो कि स्क्विरल केज और वांड रोटर हैं उसके बाद हम इसके परिचालन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे परिचालन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम फेजर डायग्राम और समकक्ष सर्किट को देखेंगे समकक्ष सर्किट को देखने के बाद हम टाक का एक्सप्रेशन टाक स्लिप या टाक गति लक्षण निकालेंगे उसके बाद हम साफ तौर पर देखेंगे की कैसे यह लक्षण इन एक्सप्रेशन पर निर्भर करते हैं इस तरह हम मुख्यता गति टाक लक्षण के बारे में बात करेंगे इसके बाद हम शुरू में देखेंगे की यह सब स्टार्टिंग विधियां क्या हैं इसके बाद हम गति नियंत्रण और संक्षिप्त में ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो यह टॉपिक थे जिनको हम इंडक्शन मोटर के अंतर्गत पढ़ेंगे उसके बाद अगर समय रहा तो हम एकल फेज इंडक्शन मोटर को भी देखेंगे चलिए देखते हैं वह कैसे होता है एकल फेज इंडक्शन मोटर में हम दो क्षेत्रीय परिक्रामी सिद्धांत को देखेंगे उसके बाद फिर से समकक्ष सर्किट लक्षणों को देखेंगे इत्यादि तो यह ऐसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टॉपिक होंगे मैं इसको अलग टॉपिक नहीं बोलूंगी क्योंकि यह बहुत छोटा है तीन फेज इंडक्शन मोटर में मुझे कम से कम लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगेगा इस पर केवल 1 से 2 घंटे लगेंगे क्योंकि हम इसे सिर्फ ऊपरी सतह से देखेंगे इससे ज्यादा नहीं उसके बाद हमारा अगला टॉपिक समकालिक मशीन होगा यह भी एक तीन फेस मशीन है लेकिन यहां पर हम इसको एक जनरेटर की तरह देखेंगे तीन फेज सिंक्रोनस मशीन जब जनरेटर की तरह कार्य करती है तो हम उसको अल्टरनेटर कहते हैं तो हम अल्टरनेटर और इसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे खासकर इस टॉपिक में सिंक्रोनस मशीन में सामान्यतः हम इसके विभाजन से शुरू करेंगे उसके बाद इसकी बनावट को देखेंगे हमारा मुख्य ध्यान इसकी वाइंडिंग व्यवस्था पर होगा इसलिए हम वाइंडिंग फैक्टर और सिंक्रोनस मशीनों में वोल्टेज उत्पादन का प्रभाव देखेंगे इसके बाद हम पावर एंगल रिलेशनशिप और समकक्ष सर्किट को देखेंगे और क्योंकि यह एक जनरेटर की तरह कार्य कर रहा है तो इसके वोल्टेज धारा लक्षणों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है क्या यह बाधाओं के प्रभाव में स्थिर वोल्टेज दे पाता है इन सब चीजों की बात करेंगे इसके बाद हम पावर फैक्टर कंट्रोल की बात करेंगे जो कि सिंक्रोनस मशीनों का एक महत्वपूर्ण पहलू है उसके बाद इसी मशीन को मोटर की तरह कार्य कराने के बारे में बात करेंगे बहुत ही संक्षिप्त रूप में सिंक्रोनस मोटर के अंतर्गत वोल्टेज और इनवर्टेड वोल्टेज लक्षणों को देखेंगे एक चीज मैं भूल गई हम यह भी देखेंगे कि एक जनरेटर को कैसे सिंक्रोनाइज किया जा सकता है 3 फेज ग्रिड की सहायता से सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जा सकता है यह एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि सिंक्रोनस जनरेटर से तीन फेस ग्रिड में पावर देने के लिए हमें करनी होती है मेरे विचार से इसमें लगभग उतना ही समय लगेगा जितना इंडक्शन मशीन में लगा था यह लगभग 6 से 7 घंटा हो सकता है मैं समझती हूं अगर सारे घंटों को जोड़ा जाए तो यह लगभग 6 जमा 2 8 8 जमा 8 16 इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत और ट्रांसफार्मर मैं लगभग 10 से 125 घंटे लगेंगे तो 16 जमा 12 28हमने डीसी मशीन छोड़ दी मैंने इसका कोई समय नहीं दिया जोकि 8 से 10 घंटा होगा इस प्रकार 38 घंटा या 36 घंटा हो गया उसके बाद परिचय और समीक्षा सब कुछ मिला कर लगभग 2 24 घंटा तो मैं समझती हूं यह लगभग 40 से 42 घंटा आता है तो इस तरीके से सारे विषय की योजना बनाई गई है हमारे पास इस इलेक्ट्रिकल मशीन कोर्स के लिए कुछ संदर्भ पुस्तकें हैं मैं सबसे सरल किताबों से शुरू कर रही हूं मूल रूप से इलेक्ट्रिकल मशीनों के लिए हो सकता है जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनमें से कुछ इस किताब में अच्छी तरह से ना हो लेकिन शुरुआती तौर पर यह बहुत ही सरल किताब है इसलिए मैं इसकी सिफारिश करूंगी यह किताब पी सी सेन PC Sen द्वारा लिखी गई है इसका नाम है "प्रिंसिपल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स" बेशक यहां पर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्से में नहीं जाएंगे लेकिन बेशक यह इलेक्ट्रिकल मशीन के बेसिक सिद्धांत को समाहित करता है यह चुंबकीय सर्किट से शुरू होता है और थ्री फेज सर्किट और एकल फेज सर्किट के परिशिष्ट भी दिए गए हैं मैं समझती हूं इसमें सारे मशीन कोर्स का परिचय दिया गया है यह पुस्तक जॉन विली पब्लिकेशन से है और जहां तक मुझे याद है इसका द्वितीय संस्करण उपलब्ध है अगर आप इसका साल पूछेंगे तो मुझे याद नहीं है दूसरी पुस्तक जिसकी में सिफारिश करूंगी जो कि डीसी मशीन की है मुझे इसको मिटाने दें मैं इसको उसी क्रम में लिखती हूं जैसे मैंने किया है तो एम जी से और ओ टेलर इन दोनों के द्वारा डीसी मशीन पर लिखी गई एक पुस्तक है यह एक विस्तृत पुस्तक है इसलिए मैंने इसको सैद्धांतिक संदर्भ पुस्तक की तरह नहीं दिया है लेकिन यह बहुत ही अच्छी तरह लिखी गई है और शायद ई एल बी एस यह इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स सोसाइटी से आती है कम कीमत का संस्करण है मैं नहीं जानती की पियरसन ने इसको ले लिया है या नहीं ऐसी साइड की समकक्ष पुस्तक भी एम जी से की है जिसका नाम परफॉर्मेंस एंड डिजाइन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मशीन है यह भी एक विस्तृत पुस्तक है लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और यह पुस्तक भी ई एल बी एस प्रकाशन से है यह कम कीमत का प्रकाशन है उसके बाद मैं कहूंगी कि एक वास्तव में पढ़ने लायक पुस्तक है वह फिट्सगेराल्ड और किंग्सले द्वारा लिखी गई है एक तीसरे लेखक भी हैं यूमन्स मैं उनको भूल गई थी यह इलेक्ट्रिकल मशीनरी की पुस्तक है मैं सोचती हूं सातवां प्रकाशन या इसके आसपास का और यह मैकग्रो हिल प्रकाशन की है पियरसन की तरफ से कुछ अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध हैं उदाहरण के लिए एक पुस्तक है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जिसके लेखक एडवर्ड ह्यूजीज यह एक अच्छी पुस्तक है एक पुस्तक और है जो चैपमैन स्टीफंस द्वारा लिखी गई है जिसका नाम इलेक्ट्रिकल मशीनरी है यह पीयरसन प्रकाशन की है एक पुस्तक भारतीय लेखक की है शायद इलेक्ट्रिक मशीनरी या इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि नागरथ और कोठारी द्वारा लिखी गई है मैं समझती हूं यह पुस्तक भी टाटा मैकग्रा हिल प्रकाशन की है जो कि अब मैकग्रा हिल इंडिया कहलाता है यह कुछ संदर्भ पुस्तके थी जिनको हम उल्लेखित करना चाहेंगे जब भी हमें किसी भी टॉपिक में कोई संदेह हो अब मैं सिंगल फेस एसी सर्किट को याद करने से शुरू करती हूं आप सभी लोग जानते हैं की जब भी हम सिंगल फेज एसी सर्किट की बात करते हैं तो मूल रूप से साइनसोइडल उत्तेजना होती है तो हम साइनसोइडल उत्तेजना देते हैं उत्तेजना का मतलब वोल्टेज है हम साइनसोइडल वोल्टेज देते हैं तो जब भी हमारे पास संकेत परिमाण की तरह प्रयोग करने की जगह साइनसोइडल वोल्टेज होती है मान लिया यह t है अगर मैं इसको समय के परिपेक्ष में लिखूं तो मुझे साइनसोइडल मात्रा को जोड़ना या घटाना पड़ेगा मुझे इसको गुणा करना होगा मुझे इसको डिफरेंटशिएट करना होगा इंटीग्रेट करना होगा यह सब कुछ साइनसोइडल मात्रा के साथ करना होता है मुझे विश्वास है आप सबको इलेक्ट्रिकल सर्किट के मौलिक तत्व vRi के बारे में पता होगा यह प्रतिरोध के तदनुसार होगा मैं L dIdt v लिख सकती हूं यह प्रेरण के तदनुसार होगा cdvdt i यह कैपेसिटेंस के तदनुसार होगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास v और i बिना डिफ्रेंसिअशन और इंटीग्रेशन के हैं और अंत में अगर मुझे शक्ति निकालनी हो तो वह v i होगी तात्कालिक शक्ति मुझे कुछ साइनसोइडल मात्राओं को गुणा करना पड़ेगा मुझे कुछ साइनसोइडल मात्राओं को डिफ्रेंसिअशन करना होगा अगर मुझे v 1Ci dt चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो मुझे इन मात्राओं को इंटीग्रेट करना होगा साइनसोइडल के प्रयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है की चाहे आप डिफरेंटशिएट करें इंटीग्रेट करें या आप गुणा करें या आप भाग करें अंत में आपको साइनसोइडल मात्रा ही मिलती है और प्राकृतिक रूप से जो भी तरंगे उपलब्ध होती हैं वह सब साइनसोइडल प्रकृति की होती हैं प्रकृति में कोई भी चीज एकाएक बढ़ती या घटती नहीं है आप जानते हैं कुछ भी नहीं शायद मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जो एकाएक हो सकती है इसके अलावा सब चीजें एकाएक नहीं होती यही कारण है की हम सारी विद्युत और चुंबकीय अध्ययनों में साइनसोइडल मात्राओं का प्रयोग करते हैं अब यदि में इस मात्रा को वेक्टर या रोटेटिंग वेक्टर के रूप में देखती हूं वास्तव में रोटेटिंग वेक्टर सामान्यतः फेजर कहलाता है तो यदि में इसको एक फेजर के रूप में लेती हूं तो मैं क्या कर सकती हूं तो मैं इसको इस अक्ष में बढ़ा सकती हूं और इसको खींचने का प्रयास करती हूं उदाहरण के लिए मैं समय t 0 को देखती हूं इस बिंदु पर इसका मान 0 है तदनुसार में देखती हूं माना30O यह 30Oहै मेरे पास शिखर मान का आधा रह जाता है तो वास्तव में मैं इसको एक वेक्टर जो कि समय के सापेक्ष लगातार घूम रहा है मान सकती हूं जब मेरे पास समय t 0 है जब मैं इस वेक्टर को कुछ इस तरह उल्लिखित करती हूं यदि मैं ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण या ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष प्रक्षेपण को देखती हूं तो इसका परिमाण 0 होगा जो कि समय t 0 पर साइनसोइडल मात्रा का है जब मैं 30O देखती हूं मैं इसको थोड़ा लंबा लेती हूं यह यहां पर बिल्कुल 30O है क्या वास्तव में 30O है और अगर मैं इस बिंदु को A लेती हूं तो यह A के सापेक्ष होगा अगर मैं ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण को देखने का प्रयास करती हूं तो इसका मान ठीक इतना ही होगा इसी तरह से 90Oके सापेक्ष में भी मैं इसको खींच सकती हूं यह180Oके सापेक्ष है और यह 270Oके सापेक्ष और यह360Oके सापेक्ष होगा तो अगर मैं कहूं की वास्तव में यह एक सेकंड में आवृत्ति f के दोलन करती है तो मैं ऐसे f दोलन देखती हूं तो अगर मैं पूरा0Oसे360O जाती हूं या यहां यदि मैं 0 से T जाती हूं तो मुझे 2 रेडियन या 360Oजाना होगा तो यदि में कहती हूं की 1 सेकंड में f बार दोलन होने पर 1 सेकंड में 2f दूरी पर होती है तो यह एक सेकंड में तय किया गया कोण है इसको हम कोणीय गति कहते हैं जोकि ओमेगा है हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर है 2f के 2 f उसके बाद कोण के साथ संबंध को देखेंगे इसको हम t की जगह ओमेगा t लिख सकते हैं क्योंकि मैं कह सकती हूं कि 2f कोणीय गति है इसलिए सेट किया हुआ कोण 2ft होगा तो जब भी हम वोल्टेज या धारा की तरंग खींचते हैं तो हमेशा कोण को लिखते हैं x एक्सिस को t की जगह t लिखते हैं हम यह सब करते हैं अब यदि मेरे पास एक प्रेरण है माना Ldidt vL यह प्रेरण पर वोल्टेज है माना मेरे पासजो धारा i है उसका मान i Im sint है अगर मैं यह करती हूं तो मेरे पास didt Im cos t होगा इसको हम L से गुणा करेंगे और यह मेरा V होगा जिसकी वजह से कोसाइन वेब हमेशा साइन वेब से90Oआगे रहेगी तो यह वोल्टेज धारा से 90ο आगे रहेगी यह 90ο आगे रहेगी तो अगर मैं दो मात्राओं को यहाँ खींचती हूँ तो मुझे वोल्टेज को शायद इस तरह दिखाना होगा इस तरह होगी अगर किसी समय पर मुझे इन दोनों को फेजर के रूप में खींचना हो और यह धारा हो तो वोल्टेज 90ο आगे रहेगी तो यह फेजर डायग्राम है जब हम दो मात्राएं जो कि स्वभाव से प्रत्यावर्ती हों हम कह सकते हैं की किसी समय पर वह एक दूसरे से किस तरह विस्थापित हैं तो इसको हम फेजर क्वांटिटी कहेंगे यदि मेरे पास एक सर्किट है उदाहरण के लिए मेरे पास एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसके बाद एक प्रतिरोध हो सकता है एक प्रेरण हो सकता है दूसरा प्रतिरोध हो सकता है एक कैपेसिटर हो सकता है और दूसरा प्रतिरोध हो सकता है मेरे लिए प्रत्येक को बनाना आसान नहीं है मान लेते हैं यह iLहै इसको मैं iR1 कहती हूं इसको मैं iR2 कहती हूं इसको C में बहने वाली i मान लेते हैं और मैं इसको iR3 कहती हूं अब मैं इन धाराओं को जोड़ती हूं तो मुझे iR3 मिलती है और जब मैं इन दोनों के वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ती हूं और मुझे वोल्टेज सोर्स मिलता है यहां पर मेरे लिए इन सब फेज को खींचना और जोड़ना आसान नहीं है तो लोग आसान तरीका चाहते हैं क्योंकि आप वोल्टेज और धाराओं की बात कर रहे हैं यह दूसरी वोल्टेज हो सकती है मैं इस वोल्टेज को इस तरीके से दिखा सकती हूं मैं इसको कंपलेक्स नंबर्स के रूप में क्यों नहीं दिखा सकती यह विचार लोगों के मन में आता है यही कारण है कि अगर मैं कहती हूं कि यह कुछ vC है या यह एक होरिजेंटल कंपोनेंट हो सकता है यह एक वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है होरिजेंटल कॉम्पोनेंट को हम वास्तविक हिस्सा कहते हैं और वर्टिकल कॉम्पोनेंट को कंपलेक्स नंबर का काल्पनिक हिस्सा कहते हैं कंपलेक्स नंबर का काल्पनिक हिस्सा तो अब हम साइनसोइडल मात्रा को फेजर के रूप से कंपलेक्स नंबर के रूप में दर्शाते हुए आगे बढ़ते हैं कंपलेक्स संकेत हमें काफी लाभ देता है उदाहरण के लिए अगर मैं कहती हूं कि iL को a jb की तरह लिख सकते हैं और iCi को c jd के रूप में कृपया ध्यान दें मैं यहां i का प्रयोग नहीं कर रही हो सामान्यतः कंपलेक्स नंबर में हम aib और c id का प्रयोग करते हैं किंतु सामान्यतः i का प्रयोग धारा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता हैइसलिए यहां में j का प्रयोग कर रही हूं तो a jb और c jd मैं कह सकती हूं की iL IC मुझे iR3 देगा इनको जोड़ना मेरे लिए बहुत आसान होगा मैं कह सकती हूं ac j b d इनको जोड़ने बहुत आसान है तो जब भी कॉम्प्लेक्स संकेत होते हैं तो बीजगणितीय ऑपरेशन बहुत ही आसान हो जाते हैं कंपलेक्स नंबर् सिस्टम प्रयोग करने का यही लाभ है एक बार हमारे पास कंपलेक्स नंबर सिस्टम है उदाहरण के लिए माना मेरे पास v a jb है और मेरे पास i c jd है मैं इसको इस तरह से दिखा सकती हूं V3 और इसको इस तरीके से VI∠ हम सब जानते हैं जब हम शक्ति की बात करते हैं तो सामान्यतः VI होती है इसी को हम शक्ति लिखते हैं मेरा कहने का मतलब है कि VI cos 1 − 2 वास्तविक ऊर्जा होगी यह हमको सर्किट्स में जरूर सीखना होगा ए सी सर्किट्स में इसी तरह VI sin 1 − 2 प्रतिक्रियाशील ऊर्जा होगी तो यदि मैं वास्तव में कांपलेक्स रूप में पावर को निकालना चाहती हूं माना यह P है यह Q है और मैं P jQ निकालना चाहती हूं जो मैं चाहती हूं अगर मैं लिखना चाहूं इस तरह लिखना होगा VI cos 1 cos 2 sin 1 sin 2 और इसी तरह Q का मान VI sin 1cos2 − cos1 sin2 होगा तो अंत में मुझे जो ऊर्जा मिलती है जिसको हम प्रत्यक्ष ऊर्जा कहते हैं तो हम प्रत्यक्ष ऊर्जा को P jQ के रूप प्राप्त करना चाहते हैं अगर में इसको V∠ 1 I2 करूँ यह सही तरह से काम नहीं करता है इसलिये मुझे I का संयुग्म निकालना होगा अगर आप पीछे की ओर कैलकुलेट करना चाहे तो आप देखेंगे कि यह एक्सप्रेशन P के लिए है और यह एक्सप्रेशन Q के लिए इस विशेष स्थिति के लिए अगर मैं इसको VI लिखूं इसका मतलब है मेरे पास V Cos 1 jSin 1 I Cos 2 − jSin 2 होगा तो जब हम गुणा करते हैं तो सामान्यतः VI प्राप्त होता है cos 1 cos 2 sin 1 sin 2 J को J से गुणा करके j2 होगा और मुझे मिलेगा तो यह मेरा वास्तविक हिस्सा जो कि तदनुसार वास्तविक ऊर्जा के बराबर होगा और मेरे पास इमैजिनरी पार्ट होगा जो कि J होगा इसलिए j sin1 cos 2 − sin2 cos 1 होगा तो आप साफ़ देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं अगर मैं P और Q के एक्सप्रेशन जो की मैंने पहले निकाले थे वे इससे पूरी तरह मेल खा रहे हैं तो सामान्यतः प्रत्यक्ष ऊर्जा S का एक्सप्रेशन या तो V I या IV और इसी तरह काम्प्लेक्स नोटेशन ऊर्जा की गणना करने का आसान रास्ता प्रदान करता है धाराओं को जोड़ने या धाराओं को गुणा करने वोल्टेज को गुणा करने में सहायता प्रदान करता है ये सब चीजें काम्प्लेक्स नोटेशन का प्रयोग करके आसानी से की जा सकती हैं तो सामान्य रूप से एकल फेज मात्राओं में जब हम सिंगल फेज ऐ सी मात्राओं या एकल फेज साइनोसाइडल ऐ सी मात्राओं को देखते हैं उनको दो रूपों मैं दर्शाया जाता है एक काम्प्लेक्स रूप में और काम्प्लेक्स रूप को अप्रत्यक्ष रूप से फेजर डायग्राम मैं दर्शाया जा सकता है तो हम बार बार इन रूपों का प्रयोग करके ऊर्जा या फेज़र डायग्राम के समकक्ष सर्किट प्राप्त करेंगे सबको ट्रांसफार्मर में ऐ सी मशीनों में इत्यादि में तो यह जानना बहुत ही ही जरूरी हो जाता है अब तीन फेज सर्किट्स के कुछ सिद्धांतों को याद करते हैं यदि हम बाजार मैं उपलब्ध इलेक्ट्रिकल मशीनों को देखते हैं ऐ सी मशीनों को वे सब तीन फेज होते हैं शुरू में तीन फेज विन्यास को टेस्ला ने प्रस्तुत किया इसका अविष्कार टेस्ला ने किया और उन्होंने 1890 में इंडक्शन मोटर को बनाया था तब से इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन मैं आज तक कोई परवर्तन नहीं हुआ यह 1890 से एक सा है तो अगर हम तीन फेज के मुख्य लाभों की बात करते हैं मैं तीन फेज के लाभों को देखती हूँ क्यूंकि मेरे पास तीन फेज धारा I है मेरे पास वोल्टेज va vb vc हैं और इन तीनों सर्किट्स में धाराएं ia ib ic हैं और कुल ऊर्जा vaia vbib vcic होगी यह ऊर्जा होगी तो यदि उनमें से एक कम होती है तो दूसरी अधिक हो सकती है वे सब एक दूसरे को संतुलित करते हैं और अंत में हमको संतुलित ऊर्जा और संतुलित टोक प्राप्त होता है अगर मैं संतुलित ऊर्जा कहती हूँ किसी भी रोटेटिंग मशीन में ऊर्जा को से विभाजित करने पर टोक मिलता है P T इस तरह टोक भी एक संतुलित मात्रा बन जाता है क्यूंकि हाई कैपेसिटी उपयोगों में ऊर्जा और टोक का संतुलित होना जरूरी है MW स्तर के उपयोगों या 100 KW स्तर के उपयोगों में टोक लगातार परिवर्तित नहीं होना चाहिए अगर टोक लगातार परिवर्तित होता रहता है तो शाफ़्ट में कंपन पैदा हो जाएंगे उच्च क्षमता उपयोगों में यह सहन नहीं किया जा सकता है उच्च क्षमता उपयोगों में तीन फेज बहुत अच्छा होता है और एक चीज यह है कि आप लोग जानते हैं कि तीन फेज को स्टार या डेल्टा किसी मैं भी जोड़ा जा सकता है तो यदि हमारे पास va vb vc तीन फेज वोल्टेज हैं इनको स्टार सर्किट और डेल्टा सर्किट किसी में भी जोड़ा जा सकता है में जब सब जगह ट्रांसमिशन लाइन देखती हूँ तो मेरे पास तीन ट्रांसमिशन लाइन हो सकती हैं और मैं अब ऊर्जा के बारे में बात करती हूँ जो सिंगल से तीन गुना होती है यदि मैं सारी चीज को सिंगल फेज पावर के रूप में प्रसारित करती हूँ तो मुझे दो मुझे केवल P को प्रसारित करने के लिये दो चालकों की आवश्यकता होगी जबकि यहाँ 3 P को प्रसारित करने में मुझे केवल 3 चालकों की जरुरत होती है इस प्रकार जब हम सिंगल फेज से तीन फेज मैं जाते हैं तो कॉपर चालकों की कीमत काफी कम हो जाती है बेशक लगभग सारे मामलों में हम एक न्यूट्रल चालक का भी प्रयोग करते हैं यदि आप अधिकतर ट्रांसमिशन लाइन्स को देखते हैं तो उनमें एक न्यूट्रल चालक होता है तो चार चालकों की सहायता से 3 P को ट्रांसमिट किया जा सकता है जबकि यहाँ दो चालक दो चालक केवल P को ट्रांसमिट करते हैं तो साफ तौर हम कॉपर की कीमत बचा रहे हैं तो तीन फेज को ही उत्पादन ट्रांसमिशन और वितरण के लिए प्रयोग किया जाता है केवल घरेलू उपयोगों को छोड़कर जिसके लिए हम सिंगल फेज का प्रयोग करते हैं तो फेज मात्राओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है हम किस तरह ऊर्जा को मापते हैं और किस तरह हम ऊर्जा और प्रतिक्रियाशील ऊर्जा मापन को सही साबित करते हैं हम आगे देखेंगे की किस तरह इन सब का मापन करते हैं तो हम तीन फेज ऊर्जा मापन को देखेंगे जबकि यह संतुलित लोड स्थिति में हो मैं यहाँ पर असंतुलित लोड स्थिति को नहीं ले रही हूँ क्यूँकि इलेक्ट्रिकल मशीनें संतुलित होती हैं इसलिए यहाँ पर असंतुलित लोड की बात करना आवश्यक नहीं है ऊर्जा को मापने के बहुत सारे तरीके हैं यह सिंगल वाट मीटर से हो सकता है लेकिन यह तभी संभव है जब न्यूट्रल उपलब्ध हो अधिकतर समय न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है इसलिये हम इसका उपयोग करते हैं इसी तरह तीन वाटमीटर विधि जो की तभी प्रयोग की जा सकती है जब न्यूट्रल उपलब्ध हो जब यह डेल्टा कनेक्टेड हो तो यह आसान नहीं होता है फिर भी हम इसका प्रयोग करने की सोच सकते हैं तीन वाट मीटर लेकिन दो वाटमीटर विधि एक सामान्य विधि है जो कि तीन फेज संतुलित और असंतुलित दोनों प्रणाली मैं ऊर्जा मापन के काम आती है दोनों ही में यह अच्छी तरह काम करता है यह विधि क्या है इसको हम अब देखेंगे मैं दो वाटमीटर विधि का सर्किट डायग्राम बनाने जा रही हूँ माना मेरे पास एक तीन फेज सप्लाई है तो माना यह vA है यह vB है और यह vC और यह न्यूट्रल है अब मेरे पास शायद यहाँ एक लोड है लोड डेल्टा कनेक्टेड या स्टार कनेक्टेड हो सकता है इसलिए मैं लोड को एक ब्लैक बॉक्स की तरह दिखा रही हूँ तो मेरे पास केवल 2 वाटमीटर हैं इसलिये मैं एक वाटमीटर की धारा कुंडली को यहाँ जोड़ देती हूँ और दूसरे वाटमीटर की धारा कुंडली को यहाँ और वोल्टेज कुंडली या दबाव कुंडली को इस तरह और दबाव कुंडली को फेज के बीच में धारा कुंडली को जोड़ते हैं और दूसरा फेज जिस पर कोई धारा कुंडली नहीं है इसको सीधे लोड से जोड़ देते हैं मुझे विश्वास है की आपने पहले ही वाटमीटर को देखा है तो धारा कुंडली सामान्यतः M और L के बीच जोड़ी जाती है M लोड के लिए तथा L मेन्स के लिए प्रयोग होती है इसी तरह यहाँ भी मैं M और L का प्रयोग कर रही हूँ मैं इसको M1 और L1 कहती हूँ तो यह धारा कुंडली 1 और प्रेशर कुंडली को कॉमन पोइंट्स के बीच जोड़ा जाता है जो कि धारा कुंडली और प्रेशर कुंडली के बीच कॉमन है और यह V है इसी तरह यहाँ भी COM1 और v1 तो यह तीन फेज दो वाटमीटर विधि का कनेक्शन है सबसे पहले इसको साबित करते हैं यह मुझे तीन फेज पावर देगा सामान्यतः यदि हम तीन फेज पावर को देखें तो यह v1i1 या vA iA vB iB vC iC होगी यह तात्कालिक तीन फेज पावर होगी लेकिन यदि मैं वास्तविक पावर की बात करूँ तो इसको हम P इक्वल टू रुट 3 vL iL Cos लिखते हैं जहाँ cos लोड का पावर फैक्टर है इस विशेष केस में लोड पावर फैक्टर को मैं कौस फाई कहूँगी यही पावर फैक्टर होगा तो अब हम यह देखेंगे कि हमें वाट मीटर एक और वाट मीटर दो में हमें क्या मिलता है तो वाटमीटर एक में यहाँ A फेज की वोल्टेज और यहाँ B फेज की वोल्टेज है इस वाट मीटर की प्रेशर कुंडली पर वोल्टेज vAB होगा और इसमें धारा iA होगी तो मैं इसको Ai लिखती हूँ कृपया नोट करें मैं आर एम् एस मात्रा ले रही हूँ क्यूंकि यहाँ सारी मात्राएं आर एम् एस हैं तो यह vAB iA है और vAB और i के बीच जो भी कोण हो मैं उसको vAB और iA का कौस होगा यह W1 की रीडिंग होगी इसी तरह W2 रीडिंग होगी यह C की वोल्टेज और यह B है मेरे पास vCB है और यहाँ जो धारा है वह ic है तो यह ic है जो कि vCB और iC का कौस होगा यह W2 होगा अब एक नज़र इस पर डालते हैं कि पूरी तरह से बना हुआ फेजर डायग्राम कैसा लगता है माना ये vA है यह vB और यह vC है ये सब तीन फेज वोल्टेज हैं जो एक दूसरे से 120ο फेज शिफ्टेड हैं जब मुझे vAB चाहिए मैं vB दूसरी तरफ ले सकती हूँ तो वास्तव में यह − vB है तो जब मैं vAB को देखती हूँ तो मुझे vA और vB को जोड़कर उनका परिणामी लेना होगा तो मेरे पास यह vAB होगा इसी तरह मैं vAC को ड्रा कर सकती हूँ कि बीच मैं होना चाहिए इन दोनों के बीच में मैं इससे आगे नहीं जा सकती तो यह vCB होगा अब माना मेरे पास लेग्गिंग लोड है मैं इसको पावर फैक्टर एंगल फाई पर लेती हूँ और यह iA है और अगर मैं इसको संतुलित लोड लेती हूँ मेरे पास iB है जो कि कोण पर है और iC कहीं यहाँ पर होगी यह भी कोण पर होगी अब मुझे यह देखना है कि vAB and iA के बीच कोण क्या है यदि मैं W1 की पावर निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास W1 vAB iA होगा यह 30ο है यह COS 30ο होगा यदि मैं यह लिखना चाहूँ कि W2 क्या है W2 का मान vCB iC होगा लेकिन यह कोण फिर से 30ο होगा मेरे पास COS 30ο होगा तो जब मैं W1 और W2 का जोड़ कर देखती हूँ तो यह vAB या vCB होगा मैं उनको लाइन वोल्टेज कह सकती हूँ सीधे VL कह सकते हैं इसी तरह मैं कह सकती हूँ iA या iC यदि यह बैलेंस लोड हो तो और इसको मैं IL कह सकती हूँ मैं कह सकती हूँ यह COS 30ο COS 30ο होगा तो यह VLILcos होगा कौस का मान वास्तव में cos 30 cos होगा हमारे पास दो cos30 cos होंगे इसलिए यह बर्गमूल 3 VLILcos होगा क्यूंकि cos30 3 2 तो पहले हमने पावर एक्सप्रेशन को 3 VL ILcos लिखा वही चीज 3 VL ILcos जो कि W1 और W2 के जोड़ के बराबर आता है तो वास्तव में यह तीन फेज पावर का एक्सप्रेशन है तो हम दो वाटमीटर विधि का प्रयोग करके तीन फेज पावर का मापन कर सकते हैं और जहाँ तक तीन फेज सिस्टम की बात है यह विश्वसनीय तरीकों में से एक तरीका है लेकिन हम W1 VLILCOS 30ο और W2 VLIL COS 30ο लिखते हैं यदि पावर फैक्टर एंगल 60o से बड़ा हो साफ है कि यह cos 90 या cos 90 से बड़ा होगा तो यदि पावर फैक्टर एंगल 60o हो तो मेरे एक वाट मीटर की रीडिंग 0 होगी और दूसरे वाट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव होगी क्यूंकि 30 में से घटाकर जो भी एंगल होगा उस स्थिति में cos cos − होगा इसलिये मेरे पास एक सकारात्मक मान होगा जहाँ तक यदि मेरे पास पावर फैक्टर एंगल 60ο से बड़ा हो W1 नेगेटिव होगा और W2 पॉजिटिव होगा यही कारण है कि कुछ तीन फेज प्रयोगों में एक वाट मीटर किकिंग बैक कर सकता है इसलिये उस स्थिति में जिसमें यदि आप वोल्टेज या धारा को उल्टा करेंगे तो आपको पॉजिटिव रीडिंग प्राप्त होगी लेकिन उसको नेगेटिव वैल्यू की तरह मानना होगा और इसको घटाना पड़ेगा आप इस स्थिति में ऐसा नहीं कर सकते माना W1 का परिमाण X जबकि W2 की वैल्यू पॉजिटिव है माना यह Y है तब हम कह सकते कि इस स्थिति में शुद्ध शक्ति Y − X होगी इसी तरह यदि संयोग से W1 W2 हो इसका मतलब मेरे पास वास्तव में कुल शक्ति W1 जमा W2 होगी बेशक मेरे पास W1 VLILCOS 30ο और W2 VLIL COS 30ο है मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ VLILCOS 30ο cos 30ο और इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ VLIL sin 30o sin sin 30 05 तो मूल रूप से VLIL sin यदि मैं इसको इस तरह लिखूं sin cos tan यह इस तरह होगा W1 W2W1 W2 sin 3 cos यह tan होगा तो यदि W1W2 हो तो 0 इसके बाद मैं कह सकती हूँ tan phi का मान जीरो जिसका मतलब यह यूनिटी पावर फैक्टर स्थिति होगी यदि मेरे पास W1 और W2 की रीडिंग हो तो हम लोड का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं तो सामान्य रूप में दो वाट मीटर विधि कई दृष्टि से बहुत लाभप्रद है हम इससे लोड का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं आप दो वाट मीटर विधि से संतुलित लोड स्थिति और असंतुलित लोड स्थिति दोनों में शुद्ध शक्ति प्राप्त कर सकते हैं